इस अभ्यास क्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है 'डिजास्टर रिकवरी एंड बिल्ड बैक बैटर' आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण आज हम निर्मित पर्यावरण व्यवसायों और आपदा जोखिम को कम करने और उस पर प्रतिक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं सुनामी से हुए नुकसान से ठीक होने तक बहुत सारे पेशेवर या तो स्वैच्छिक संगठनों या किसी विकास शाखाओं या किसी स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जुड़ जाते हैं अनेक व्यवसायों के व्यक्ति और समूह आपदा के बाद सहायता करने की कोशिश करते हैं वे शामिल होने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार से भी सहायता करने की कोशिश करते हैं लेकिन विशेष रूप से निर्मित पर्यावरण से क्योंकि हम निर्मित पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस अध्ययन के विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विषय सम्मिलित होते हैं यह मेरा अपना अनुभव है जब मैं देवनमपट्टिनम गाँव में था और मैं कुछ मछुआरों के गाँवों का दस्तावेजीकरण कर रहा था तो मैंने पाया कि कई दंत चिकित्सक मछुआरों के कस्बे का पुनर्निर्माण करने में शामिल हैं वे कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर रहे थे इसका मतलब यह है कि एक चिकित्सक अपने चिकित्सा पेशे के अलावा भी इस प्रक्रिया में अपना अलग तरीके से योगदान दे रहा है और यह पक्ष देखना रोमांचक है कि एक अलग पेशा किस तरह से आश्रय की प्रक्रिया में योगदान दे रहा है दूसरी तरफ मुझे यह भी देखना है कि संबंधित प्रक्रियाएँ और विषय चर्चाओं में नहीं हैं तो उस तरह से हम विभिन्न व्यवसायों का एक अच्छा समूह देख सकते हैं जैसे कि एक इंजीनियर वास्तुकार और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका क्या है सभी पेशेवर व्यक्ति बेहतर निर्माण के लिए एक साथ योगदान देते हैं प्रत्येक व्यवसाओं की विभिन्न श्रेणियों भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को वर्गीकृत करना है और यह जानना है कि वे किस तरह आपदा जोखिम को कम करने में योगदान कर सकते हैं सभी संगठन और एनजीओ इस क्षेत्र में मार्ग दर्शक के रूप में काम कर रहे हैं यह यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन में मैक्स लॉक सेंटर द्वारा विकसित किया गया था जहां मैं उस समय डॉक्टरेट कर रहा था और मेरे पर्यवेक्षक टोनी लॉयड जोन्स और उनके दल ने मानवीय संगठनों के लिए एक मार्गदर्शक का योगदान दिया आपदा जोखिम को कम करने और उसकी प्रतिक्रिया में निर्मित पर्यावरण व्यवसायों के संबंधी रिपोर्टको आप देख रहे हैं और इस मार्गदर्शक ने कई चुनौतियों का उल्लेख किया है उदाहरण के लिए यह पर्यावरण पेशे के विभिन्न निर्मित विविधता और जटिलता को प्रस्तुत करता है क्योंकि आप एक वास्तुकार और योजनाकार को देख सकते हैं एक योजनाकार की पूर्व योग्यता वास्तुकार से योजनाकार में बदल गई है और एक इंजीनियर एक योजनाकार में बदल सकता है तो यह वह जगह है जहाँ पेशेवरों के योगदान और स्थानिक पैमाने को समझने की एक बहुत ही जटिल स्थिति है प्रत्येक पेशा क्या करता है और कैसे वे एक दूसरे से संबंधित हैं इसकी सटीक समझ की कमी है हमारे निर्मित पर्यावरण शिक्षा में विशेष रूप से वास्तुकार प्रशिक्षण में सर्वेक्षण और समतल का प्रशिक्षण है लेकिन यह आपके दैनिक अभ्यास में किस हद तक उपयोगी है विशेष रूप से आपदा बहाली कार्यक्रमों में आप वास्तव में सर्वेक्षण से ज्ञान कैसे ले सकते हैं और वास्तु कला में कैसे लागू कर सकते हैं यह कहां तक सीमित है और वास्तव में सर्वेक्षक जिन्होंने अपनी योग्यता पूरी की है उनकी भूमिका क्या है और सबसे छोटा योगदान देने वाले व्यक्ति की भी क्या भूमिका है यह बहुत मायने रखता है यह एक जटिलता थी सब कुछ अंतःविषय होने की वजह से परस्पर व्याप्त है योजना आयोजन शहरी रचना संरचनात्मक इंजीनियरिंग और सर्वेक्षण वास्तु कला का हिस्सा हैं विशेषज्ञताओं की अंतर्निर्भरता और विभिन्न विषयों के व्यवसायिओं के संगठनों को एक साथ लाने की आवश्यकता है इसके लिए विशेषज्ञों की विभिन्न समुदाओं को एक साथ काम करने की आवश्यकता थी जानकारी की कमी और कैसे व्यक्तिगत या सामूहिक संघ कार्य के आधार पर निर्मित पर्यावरण विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए क्या किसी विशेष व्यक्ति को संबंधित विशेषज्ञता और अनुभव होने की संभावना है आपको यह देखना होगा कि आपके पास किस तरह की जानकारी उपलब्ध है विशेष रूप से जब किसी चीज़ का दस्तावेजीकरण या वास मानचित्रण अभ्यास करने के लिए आपको किसी संस्था को नियुक्त या वास्तुकार या योजनाकारों का संगठन करना हो यह देखना है कि किस प्रकार की प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव उपलब्ध है यदि हम संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी आगा खान फाउंडेशन या किसी अन्य संगठनों की भर्ती वेबसाइट को देखते हैं जो मानवीय आश्रय कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं तो वे अक्सर वर्णन करते हैं कि यदि आपके पास मानवीय क्षेत्र में काम करने का अनुभव है अगर है तो कितने साल का हमारे पास इस पर परियोजना प्रबंधन है चाहे आप एक वास्तुकार डॉक्टरेट उम्मीदवार या आप जो भी समृद्ध योग्यता रखते हैं लेकिन वे यह देखते हैं कि क्या आप इस संदर्भ में काम करते हैं या नहीं वह देखते हैं कि क्या आपके पास कुछ शिक्षुता है जिसका अर्थ है कि आपके पास पेशेवर होने के आधार पर आपदा संदर्भ की वास्तविकता की समझ पाने की क्षमता है अनिश्चितता के रूप में कितनी देर तक उन्हें जुड़े रहने और संबंधित लागत के लिए आवश्यकता हो सकती है यदि आपको एक वास्तुकार या एक इंजीनियर को संलग्न करना है तो कोई कितनी देर तक जुड़ा रह सकता है क्या वह पूरी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के दौरान है क्या वह राहत चरण से लेकर आपदा के बाद की बहाली या पूरे पुनर्निर्माण चरण तक है किस अवस्था तक संलगित रह सकता है किस व्यवसाय को कब सम्मिलित करना है उस विशेष व्यवसाय का शुरू और अंत क्या है एक साथ साझेदारी की स्थिति कब होगी यह तथ्य कि ये व्यवसाय नाम और विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं और पेशेवर शब्दजाल के माध्यम से उत्पन्न होने वाली कई गलतफहमियां भी हैं यह विशेष मार्गदर्शक ह्योगो फ्रेमवर्क फोर एक्शन और निर्मित पर्यावरण के अभ्यास को बताता है यह मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बात करता है जो फ्रेमवर्क फोर एक्शन के तहत सूचीबद्ध किया गया है यह निर्मित पर्यावरण अभ्यास के लिए कैसे प्रासंगिक है और किसी को किस तरह की गतिविधियों को देखना है पहला बिंदु यह सुनिश्चित करने के बारे में बात करता है कि आपदा जोखिम को कम करना राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता है जिसके कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार है मैं अपना खुद का अनुभव सांझा करना चाहूंगा जब मैं गुजरात में आपदा बहाली पर अपने वास्तुशिल्प थीसिस कर रहा था मेरे कई दोस्तों ने सलाह दी कि आप उस परियोजना को क्यों ले रहे हैं क्या आपके पास वास्तव में उस पेशे में कोई भविष्य है और क्योंकि आपको किसी आपदा के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मेरे समय के दौरान बहुत जागरूकता नहीं थी कि इस क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए इतने बड़े प्रवेश द्वार और विभिन्न विषय हैं और सुनामी के बाद कई राज्य सरकारों राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्थानीय प्राथमिकता के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकता भी होनी चाहिए और एक मजबूत संस्थागत तंत्र होना चाहिए और यह वह जगह है जहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तैयार किया गया है और फिर आप राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देख सकते हैं आपके पास जिला आपदा प्रबंधन है जो राष्ट्र स्तर से राज्य स्तर तक है और आपके पास स्थानीय स्तर है जिस पर पूरे पदानुक्रम की स्थापना की गई है जब इन सभी को एक साधन स्तर और संस्थागत स्तर पर भी काम करना होता है जो भू उपयोग योजना भवन कोड नियंत्रण तंत्र तैयार कर सकता है जो आपदा से होने वाले खतरे को कम कर सकता है इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि उचित क्षेत्रीकरण और भवन निर्माण विनियम हैं और ठीक से इन्हें लागू किया जा रहा है भारत में सुनामी तक किसी को भी तटीय विनियमन क्षेत्र के महत्व का एहसास नहीं हुआ है जो कि पहले 1991 में तैयार किया गया था और यह अब तक 19 बार संशोधित किया गया है और फिर भी बहुत गंभीर निहितार्थ नहीं है क्योंकि लोगों ने समुद्र के किनारे निर्माण करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि निचले इलाकों में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं इसलिए इस नीति स्तर के निर्णय लेने की प्रक्रिया के महत्व और यह समझना होगा कि स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन रणनीतियों को कैसे लिया जा सकता है यह वह जगह है जहाँ हम भवन सुरक्षा और अस्पतालों और बिजलीघरों जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं और व्यवसायिओं की विशेषज्ञता से सीधे जुड़ते हैं इसलिए आपदा के किसी भी तात्कालिक प्रभाव के तहत यह देखना होगा कि आप लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और यह देखना होगा कि अस्पताल स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं क्या हैं या आप उन्हें कहां रख सकते हैं स्वच्छता की सुविधाएं कैसी हैं तत्काल प्रतिक्रिया की सुविधा हो सकती है इसलिए यह सब सिखाया जाना चाहिए आपदा जोखिमों की पहचान आकलन और निगरानी करना और प्रारंभिक चेतावनी को बढ़ाना इसलिए जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को देखना चाहिए मुझे लगता है कि पूरे पाठ्यक्रम में हम अपने कई व्याख्यानों में जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यवस्थित खतरे की मानचित्रण और जोखिम सूचना संग्रह पर निर्भर करते हैं जोखिम की ऐतिहासिक परतें कैसी हैं यह एक प्रवण क्षेत्र और बाढ़ मानचित्र है और तुर्की में सर्वेक्षणकर्ता सूचीपत्र के द्वारा पूरे देश में भवन निर्माण पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं वे एक सूची बनाते हैं कि क्षेत्र का कौन सा हिस्सा भूकंपों से प्रभावित है क्योंकि एक फॉल्ट लाइन उस क्षेत्र में जाती है और इस तरह की सूची से मदद मिल सकती है और यह वास्तव में किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को काम करने के लिए एक सार्थक समाधान दे सकता है एक आपदा तैयार करने की योजना में स्कूलों घरों और कार्यस्थलों को लक्षित करने के बारे में बात कर सकती है तीसरा सिद्धांत सभी स्तरों पर सुरक्षा और सामर्थ्य का निर्माण करने के लिए ज्ञान नवाचार और शिक्षा के उपयोग के बारे में बताता है इसलिए हमें इंजीनियरों वास्तुकारों और सर्वेक्षणकर्ताओं के क्षेत्रीय प्रशिक्षण के बारे में भी बात करनी होगी और राजमिस्त्रीओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाए हुनरशाला में आप देख सकते हैं कि एनजीओ कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल कर रहा है कैसे वे ग्रामीण समुदायों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे कौशल के साथ साथ रोजगार भी सुरक्षित कर सकें और वे अपनी आजीविका बढ़ा सकें निर्माण उद्योग में सुरक्षा और सामर्थ्य अनिवार्य हिस्सा हैं विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्रों में अंतर्निहित जोखिम कारकों को कम करें और यह सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है जो खतरे से ग्रस्त है हमें पर्यावरण प्रबंधन के बारे में भी बात करनी है कि कैसे एक बड़ा क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से संबंधित जोखिमों को कम कर सकता है क्योंकि कुछ से कुछ बड़ा होता है जो छोटी चीज़ को भी प्रभावित करता है हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं क्या जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम को कम करने के बीच में संबंध है इसलिए पांचवां सिद्धांत सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को मजबूत करता है इसलिए आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह किसी भी तबाही की मानवीय और वित्तीय लागत को परिव्यय करता है और किस तरह की मरम्मत और पुनर्निर्माण की लागत चाहिए और स्थानीय कौशल को कैसे प्राप्त करें और संसाधन खरीदें इसलिए ये सभी चीजें वहां मौजूद हैं जब हम निर्मित पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो मार्गदर्शक निर्मित वातावरण का वर्णन करता है जो सामान्य रूप से मानव बस्तियों भवन और आधारिक संरचना परिवहन ऊर्जा जल अपशिष्ट और संबंधित सेवाओं को संदर्भित करता है और इसमें वाणिज्यिक संपत्ति और निर्माण उद्योग और अंतर्निहित भी शामिल हैं और पर्यावरण और संबंधित व्यवसाय भी इसलिए जब हम पेशेवर के बारे में बात करते हैं तो निर्मित पर्यावरण पेशेवर शब्द लोगों को शामिल करता है जिन्हें हम मुख्य रूप से तकनीकी सहायता सेवाएं परामर्श और ब्रीफिंग डिजाइन नियोजन परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन प्रदान करने वाले चिकित्सकों के रूप में संदर्भित करते हैं इसके अलावा जो निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन सहित तकनीकी विफलताओं की जांच कर सकता है वे सीधे एक ग्राहक द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से एक ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हो सकते हैं इसलिए निगरानी और आकलन के अलावा वे नीतियों मानकों संहिताओं और विनियामक रूपरेखाओं की रचना करने और लागू करने पर विशेष रुप से ध्यान देते हैं जो खतरों से जोखिम को कम करने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और प्रसार भाग के अलावा निर्मित पर्यावरण चिकित्सक प्रशिक्षण व्यावसायिक शिक्षा और अनुसंधान के साथ ज्ञान का प्रसार कैसे करते हैं इसलिए हमारे पास विशेषज्ञ सर्वेक्षण कर्ता इंजीनियर और वास्तुकार का वास्तुशिल्प पेशे में एक समूह है हमारे पास बिल्डर और ग्राहक भी हैं लेकिन एक आपदा संदर्भ में यह साथ बदलता रहता है तो मुख्य सवाल यह है कि किस विशेषज्ञता का उपयोग करना है और कब यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है जिसके बारे में यह मार्गदर्शक बताता है तो इसके लिए दल आपदा प्रबंधन को समझने की प्रक्रिया को समझ गया है उन्होंने 7 चरणों की पहचान की है जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन जोखिम को कम करना और न्यूनीकरण आपदा तैयारी और पूर्व आपदा योजना आपातकालीन राहत जल्द बहाली और संक्रमण पुनर्निर्माण आपदा के बाद का पुनर्निर्माण विकास समीक्षा और चल रहा पराभव इस प्रक्रिया को उन्होंने आपदा से पहले उसके दौरान और आपदा के बाद में वर्गीकृत किया है इसलिए एक रूपरेखा को एक वैचारिक समझ के रूप में समझा गया है कि आपदा जोखिम कैसे है प्रभाव से प्रबंधन और प्रतिक्रिया सर्पिल आपके पास राहत है जो कुछ दिनों के लिए ही होती है जैसे कि आप उन्हें प्रदान करना जानते हैं मलबे और पानी को साफ करना तत्काल के लिए आप जो भोजन जानते हैं तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में और फिर धीरे धीरे वे आजीविका कैसे सुरक्षित करते हैं या वे अपने कामों के लिए कैसे तैयार होते हैं या संक्रमण में कुछ अस्थायी शुरुआती वसूली कैसे प्रदान कर सकते हैं पुनर्निर्माण चरण को देखा जा सकता है और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम सतत विकास को कैसे एकीकृत कर सकते हैं और यही वह जगह है जहां आपदा की रोकथाम और सतत विकास को देखना है इसलिए आपको इसे बनाना होगा क्योंकि यह फिर से दोहरा सकता है क्योंकि एक ही घटना फिर से एक ही स्थान पर हो सकती है इसलिए कोई इसे कैसे समझ सकता है और इसके लिए कैसे योजना बना सकता है ताकि आप बाद में इन जोखिमों को कम कर सकें तो यह वह जगह है जहाँ आप कमजोर समुदायों की स्थिति में सुधार करने की कोशिश करेंगे और आगे के जोखिम को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन प्रक्रिया को सूचित करेंगे समय के साथ आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में सतत विकास को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है इसलिए यह बात करता है कि क्या आप सतत विकास प्राप्त करना चाहते हैं आपदा निवारण के लक्ष्य के लिए आपको पूर्व आपदा की स्थिति समझने की जरूरत है जो जोखिम और भेद्यता को कम और क्षमता में वृद्धि कर सकती है और स्थानीय समुदायों को मजबूत बना सकती है इसलिए यह वह जगह है जहां आपका प्रशिक्षण सभी क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि यह वास्तव में समुदायों को आगे मदद कर सके इसी तरह 7 चरणों और 4 अलग अलग पेशेवरों आर्किटेक्ट सर्वेक्षक योजनाकार इंजीनियर को समय के साथ सूचीबद्ध किया गया है यह एक तरह का ढांचा है जिसके वर्णन करने का प्रयास पूरे मार्गदर्शन में कर रहे हैं अब हम कुछ गतिविधियों कावर्णन करते हैं जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन में कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं यह वर्तमान और भविष्य के जोखिमों की प्रकृति और परिमाण के बारे में बात कर सकता है क्या हम किसी भी भूकंप की भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या हम सुनामी की भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या हम इस प्रक्रिया में भूस्खलन की भविष्यवाणी कर रहे हैं जो कि भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र हैं और उस प्रक्रिया में जहां आप यह जान सकते हैं कि हम वास्तव में अस्पतालों स्कूलों की तरह उन्हें सुविधा प्रदान कर सकते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग उपग्रह छवि जीआईएस तकनीकों का उपयोग करने में विभिन्न तकनीकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसमें समुदायों का ज्ञान कैसे शामिल हो सकता है ये चीजें जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन के भीतर आएंगी यदि आप आपदाओं के सामाजिक कारण को देखें तो ईश्वर ने एक प्राकृतिक वातावरण के रूप में दिया है और फिर यदि आप यह देखते हैं कि यह पर्यावरण कैसे वितरित किया गया है यह स्थानिक रूप से विविध है यह अवसरों और खतरों का असमान वितरण है दक्षिण अमेरिका में उनके पास सोने की समृद्ध खदानें हैं लेकिन उनके पास फिर भी कुछ आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं इसी तरह देश के किसी अन्य हिस्से में उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उनके पास बहुत कम संसाधन हैं इसलिए उनके अच्छे अवसरों और खतरों के बारे में स्पष्ट रूप से बात की जाती है और फिर यह सामाजिक प्रक्रिया उदाहरण के लिए असमान पहुंच को निर्धारित करती है जैसे कि लिंग और सुनामी बहाली समय पर आपने देखा है कि कई महिलाएं मर चुकी हैं क्योंकि वे तैरने में असमर्थ हैं यह एक अलग मामला हो सकता है अगर यह पश्चिमी महाद्वीप के एक अलग हिस्से में प्रभावित हुआ हो क्योंकि महिलाएं तैरना जानती हैं उन्हें स्कूल में यह पढ़ाया जाता है अगर आप सऊदी में ऐसा ही करते हैं क्योंकि मध्य पूर्व बहुत बड़ा है इसलिए उनके पास कौशल का अंतर इतना बड़ा है क्योंकि महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध हैं तो उस तरह से यह स्पष्ट रूप से विभिन्न अवसरों विभिन्न संसाधनों तक अलग अलग पहुंच विभिन्न वर्ग अलग लिंग और विकलांगता के बारे में बात करता है विकलांगों के बारे में क्या शरणार्थी और आप्रवासी लोगों को किस तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक प्रणाली और शक्ति संबंध और राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली यह पूरा चार्ट इस बात पर चर्चा करता है कि विभिन्न आयाम जोखिम में कैसे योगदान करते हैं यदि आप सांख्यिकीय पहलू के बारे में बात कर रहे हैं आप महामारी विज्ञान आपदाओं में अनुसंधान के लिए CRED केंद्र से इस विशेष तालिका को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अकाल की धीमी और तीव्र शुरुआत होती है अकाल जो सूखा है वह 869 मौतों का है जबकि आप जो तेजी से शुरू होने वाली आपदा देखते हैं वह बहुत नगण्य है तथ्यों से पता चलता है कि राजनीतिक हिंसा से होने वाली मौतों की संख्या 270 मिलियन और 624 है और अब उपकरणों में उन्नति हुई है एक सर्वेक्षक स्वाभाविक रूप से कैसे कर सकता है और भू विज्ञान के लोग खतरे का मानचित्रण भूस्खलन प्रवण क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं यह नक्शा मेरे पीएचडी छात्र ने ज्यामितीय विभाग की सहायता से विकसित किया है यहां हम जोखिम को कम और न्यूनीकरण करने के बारे में बात करते हैं कि किस तरह की रणनीति या नीतिगत अभिविन्यास से ही ज्ञात जोखिमों की भेद्यता को कम करने के लिए ढांचा बना सकते हैं और हमें इस बारे में बात करनी है कि कमजोर संरचनाओं को कैसे मजबूत किया जाए उच्च गतिविधि के निर्माण के जोखिम को रोका जाए इसलिए हम उन गतिविधियों को कैसे रोक सकते हैं और संपत्तियों निरंतरता समुदाय आधारित आपदा तैयारियों का प्रबंधन और रखरखाव कर सकते हैं तो ये सभी जोखिमको कम करने और शमन करने के अंतर्गत आते हैं जैसे जब हम भवन नियमों के बारे में बात करते हैं यदि आप कुछ रोकना चाहते हैं और वास्तव में कैसिडी जॉनसन भवन निर्माण पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भवन पाठ्यक्रम की आवश्यकता इसलिए आपदा जोखिम को कम करने के बारे में वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है जो आपदा जोखिम के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के बारे में है और यह विशेष रूप से भूमि उपयोग योजना और भवन के लिए नियामक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है और यदि आप इसे देखते हैं तो यह अनौपचारिक बस्तियों के बारे में बात करता है जो अक्सर प्रभावित होते हैं यह भवन और निर्माण स्तर के बारे में बात करता है यह योजना और भूमि प्रबंधन का अधिक हिस्सा है ये दो अलग अलग पैमाने हैं जिन्हें पूरा करना है आपदा की तैयारी और पूर्व आपदा की योजना इसलिए हम जानते हैं कि हमें किस तरह का कौशल प्रदान करना है और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है और आपदा के बाद हमें आपातकालीन जल आपूर्ति और स्वच्छता के बारे में बात करनी होगी मुझे नहीं पता कि हुदहुद चक्रवात के बाद का आप में से किसी को भी याद है सड़कें कट गई और तटीय क्षेत्र होने के नाते कई पीड़ितों को पीने का पानी भी नहीं मिला है संयोजकता के मुद्दों के कारण वे कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे इसी तरह कश्मीर में बाढ़ के एक या दो सप्ताह के बाद फिर आपदा महामारी और स्थानिक बीमारियाँ पैदा हो गई क्योंकि पानी नीचे चला गया और विभिन्न मच्छरों की नस्लें उत्पन्न हो गई और इसके परिणामस्वरूप अलग अलग प्रभाव हुए हैं आपातकालीन राहत में किसी को तार्किक योजना को देखना होगा आप इन वस्तुओं का बचाव कैसे सकते हैं अस्थायी टेंट भोजन आश्रय और हम उन्हें कैसे परिवहन कर सकते हैं हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि पशुधन सुरक्षित है इसलिए इन सभी पहलुओं राहत आश्रयों और आश्रय सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना होगा इसलिए अगर कुछ होता है तो उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए और किस प्रकार की अस्थायी संरचनाएं हैं हम किस प्रकार की स्थिति में हैं और यह पूरी तैयारी है परियोजना की योजना और प्रबंधन तो यह वह जगह है जहां एक रणनीतिक कार्य योजना बनाई जाती है और कैसे इस तत्काल राहत की स्थिति को संचालित किया जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न तत्त्व इसमें आते हैं जीआईएस आधारित डेटाबेस का उपयोग करके सर्वेक्षणकर्ता कैसे भविष्य के जोखिम की घटनाओं के लिए कैसे तैयार होते हैं शुरुआती बहाली और परिवर्तनकाल में जो राहत चरण से आगे बढ़ता है जहां हम इस बारे में बात करते हैं कि कोई ऑडिट की भौतिक स्थितियों सर्वेक्षण प्रक्रिया का सर्वेक्षण कैसे कर सकता है कैसे और किसको सुविधा प्रदान हो इस गाँव के कितने घर हों और हमें किस गाँव को प्राथमिकता देनी है यह सब दिया जाता है और यहीं पर हम मुआवजा पैकेज सामुदायिक संसाधन मानचित्रण आवास की जरूरतों भूमि सर्वेक्षण और अधिग्रहण के बारे में बात करते हैं क्योंकि मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यदि हम कोई अस्थायी आश्रय प्रदान करना चाहते हैं आप कहां प्रदान करते हैं कहां जगह है जो एक सुरक्षित स्थान है और इस पर कैसे बातचीत की जाए यह सब भूमि सर्वेक्षण और अधिग्रहण में आता है आवास की जरूरत पूरे गाँव के लिए या कितने लोगों को दिया जाएगा या केवल कुछ लोग जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या बस आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त लोग या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त लोगों के लिए तो यह पूरी ऑडिट प्रक्रिया चलती है और यह वह जगह है जहाँ किसी को देखना है उदाहरण के लिए आप उसी तरह की गतिविधियों के लिए देखते हैं वास्तुकार निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी के चयन पर सलाह देंगे जो मुआवजे के पैकेज का हिस्सा थे इसी तरह सर्वेक्षणकर्ता वित्तीय क्षतिपूर्ति पैकेज के बारे में बात करते हैं प्रति परिवार नकद लागतों के टूटने में सलाह देते हैं प्रति इकाई लागत इस पर बहुत अधिक गौर करना होगा क्योंकि मूल्यांकन के साथ करने के लिए अधिक है मूल्यांकन के लिए और भी बहुत कुछ है और योजनाकार जो गुणात्मक लागत और व्यक्तिगत या आबादी के लाभों के बारे में बात करते हैं इसलिए वे समग्र प्रक्रिया के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी देखते हैं और यहां वे निर्माण विधियों के बारे में बात करते हैं आप जानते हैं कि हम किस प्रकार के तरीकों प्रीफैब तरीकों का उपयोग करने जा रहे हैं या कुछ पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए मैं संक्षेप में बात करता हूँ तो इसी प्रकार वास्तुकार सामाजिक विकास समुदाओं के साथ सामुदायिक समूहों और घर के साथ सर्वेक्षण करने के लिए काम करते हैं क्योंकि किसी को उस निवास स्थान के मानचित्रण को समझना होगा जैसे कि थारंगंबाड़ी में बेनी कुरीकोस और उनके समूह वे समुदायों के साथ काम करते हैं उन्होंने समझा जब सुनामी ने प्रहार किया था तब उस क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ था वह समझ नहीं पाए जो मौजूदा था इसलिए समुदाय के लोगों को शामिल करने की उन्हें जरूरत है और कौन क्या चाहता है कुछ समय के लिए कोई दस्तावेज नहीं बचा है यह एक सर्वेक्षणकर्ता देखता है कि उस जगह का अभिलेख कैसे बनाना है और फिर आप जानते हैं कि वे सहभागी सर्वेक्षणों को देखते हैं निश्चित रूप से आप यहां कुछ अधिव्यापन देख सकते हैं और इंजीनियर पानी की आपूर्ति या स्वच्छता प्रदान करने के तरीके और महत्वपूर्ण सेवाओं के उपयोग और प्रावधान के बारे में बात करते हैं इस तरह यहां आप देख सकते हैं कि अवधारणा योजनाकारों में भूमि सर्वेक्षण किया जाता है इसलिए उन्हें योजनाकारों जलविज्ञानी और तकनीकी से संबंधित होना चाहिए इसलिए यदि आप बाढ़ का नक्शा विकसित कर रहे हैं तो आपको उस नक्शे का डेटा कैसे मिलेगा तो फिर जल विज्ञान संबंधी लोग आपको बताएंगे उनके पास क्या डाटा है और आप इसे कैसे अपने मॉडलिंग में शामिल कर सकते हैं और यह कैसे जानकारीपूर्ण निर्णय लेने का स्तर हो सकता है यह पूरी प्रक्रिया बहु विषयक है उदाहरण के लिए आप चक्रवात हुदहुद के तात्कालिक प्रभाव में देख सकते हैं आप क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची देख सकते हैं और पूरी सांख्यिकीय जानकारी देख सकते हैं जो जिला कलेक्ट्रेट के पास आई यह हमारी जरूरतों का आकलन है और उदाहरण के लिए उन्होंने यह भी पहचान की है कि कौन से भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं और जिनकी मरम्मत की जा सकती है उदाहरण के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज में उन्होंने एक घर के लिए हाँ के बारे में बात की थी जो हम आपको मरम्मत के लिए 5000 रुपये दे रहे हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि यह 5000 रुपये का होगा अब वास्तविकता यह है कि ये सभी लोग अभी भी उसी घर में रह रहे हैं इसके बावजूद 5000 पर्याप्त नहीं थे और यहीं पर जरूरत को समझने में कुछ गलत हो जाता है तीन परिवार अभी भी एक ही घर में रहते हैं क्योंकि कुछ भी अल्प राशि नहीं है इसलिए कई विभिन्न कारण राजनीतिक कारण या स्थानीय कारण हो सकते हैं लेकिन यह वास्तविकता है इसी तरह परिवर्तनकाल की शुरुआतीबहाली में भौतिक नियोजन बुनियादी ढांचे के बारे में बात करनी होगी अगर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं अगर पहाड़ी इलाके हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो कैसे रिटेनिंग वॉल का निर्माण करना है इन चीजों और परिवर्तनकाल आश्रयों को कैसे नवीनीकृत करना है और क्योंकि उनके स्थायी आश्रय की बनावट होने तक उन्हें कुछ और महीनों तक वहां रहने की आवश्यकता है संपत्ति के अधिकार और दावे भूमि सीमा कैडस्ट्रल सर्वेक्षण और वित्तीय दावों ने जो भी दावा किया है कि उन्होंने इसे खो दिया है बीमा इसका एक हिस्सा है यह पूरी प्रक्रिया होगी और यहां भी आप वास्तुकारों को आवासों और अन्य विशिष्ट प्रमुख इमारतों के निशान स्थापित करने और स्थानीय क्षेत्र लेआउट और साइट योजना को छोड़ने और आय पर विचार करने के बारे में बात करते देख सकते हैं इसलिए उन्हें समुदाय के साथ जुड़ना होगा उन्हें यह समझना होगा कि खुले और निर्माण स्थान कैसे बनाए गए हैं और इसी तरह सर्वेक्षणकर्ता एक विस्तृत समोच्च स्तर मानचित्रण प्रदान करते हैं यहां वे परिवहन सुविधाओं योजनाकारों के बारे में बात करते हैं वे सेवाओं के प्रमुख नेटवर्क के बारे में बात करते हैं और यह वह जगह है जहां वे इस बारे में बात करते हैं कि क्या आपको कोई आधारिक संरचना को लागू करना है जहां उन्हें नागरिक कार्य को देखने की आवश्यकता है आप अनुमान लागत अनुबंध और निविदा प्रक्रिया जानते हैं यह है कि कैसे सर्वेक्षक और इंजीनियर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे और इसी तरह पुनर्निर्माण चरण में हमारे पास आवास निर्माण का डिज़ाइन है और यह वह जगह है जहाँ आप इसमें शामिल वास्तुकारों को अधिक देख सकते हैं कि वे कैसे डिजाइन करते हैं बुनियादी ढांचे और निर्माण सीमाओं के बीच पर्यवेक्षण और अंतराफलक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इसका वितरण करते हैं और कम लागत वाले मॉडल में समुदायों का योगदान और पर्यवेक्षण कुछ मार्गदर्शन बुनियादी ढांचा योजना और कार्यान्वयन प्रदान करने की सलाह देते हैं बेहतर निर्माण करने का यही मतलब है कि वह बेहतर साधन उच्च स्तर की गुणवत्ता और सौहार्द के लिए बुनियादी ढांचागत सेवाएं प्रदान करने का अवसर देता है पुनर्निर्माण एक एकीकृत तरीके से अक्षय ऊर्जा जल परिवहन और अपशिष्ट बुनियादी ढांचे को डिजाइन और वितरित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है एकीकरण कई लाभ पैदा कर सकता है इसलिए आपदा बेहतर निर्माण का अवसर बन जाता है इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि हम अपशिष्ट प्रबंधन ऊर्जा को कैसे शामिल कर सकते हैं तो प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना और प्रबंधन भी है और दिए गए प्रतिशत के भीतर परिभाषित करते हुए 15 सेंट की जमीन पर आप 300 आवास कैसे बनाने जा रहे हैं आप कितने प्रभावी ढंग से इसे करने जा रहे हैं तो यह वह जगह है जहां वास्तुकार को फिर से सर्वेक्षकों के साथ समन्वय करना पड़ता है और एक अति सूक्ष्म स्तर पर समन्वय होता है जब सूक्ष्म स्तर समन्वय काम करता है तो उन्हें अंतराफलक करना होगा और पुनर्निर्माण के बाद के विकास की समीक्षा के अंतिम चरण और आपके पास निगरानी और मूल्यांकन है यहां समस्या लोगों के एनजीओ के निर्माण की है और वे चले जाते हैं जो इसकी समीक्षा करेंगे कि उनके परिणामों क्या होंगे वे कैसा अनुभव कर रहे हैं और यह वह जगह है जहां आमने सामने बातचीत होती है वास्तुकार को समुदाय को कैसे संलग्न करना है किस तरह का क्रमिक संशोधनों के लिए उन्हें विकास की आवश्यकता है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए और इसी तरह परियोजना प्रबंधन लागत प्रभावशीलता और गहन सेवा पर वित्तीय सलाह पर काम करता है यदि उन्होंने किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग लिया है तो हमें उससे कैसे समन्वय करना है और रखरखाव की सलाह इसलिए किसी को लघु मध्यम और दीर्घकालिक रखरखाव रणनीतियों और बुनियादी ढांचे के रखरखाव की सलाह और फिर से प्रशिक्षण को देखना होगा इसलिए कल अगर किसी संस्था ने एक विशेष सड़क विकसित की है और अगर वह 5 साल बाद खराब हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा तो उस तरह से आपको प्रदर्शन और इसके सुरक्षा भाग को देखना होगा ऑडिट करना होगा इसलिए यह वह जगह है जहाँ इस पूरी प्रक्रिया को वास्तुकारों सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ वर्गीकृत किया गया है मुझे लगता है कि आप इस विवरण के माध्यम से देख सकते हैं और यह निश्चित रूप से हमें यह समझने में मदद करेगा कि विभिन्न गतिविधियां क्या हैं और समय के कौन से भाग में है और विभिन्न पेशे कैसे हैं वे अपने प्रत्येक कार्य के साथ कैसे सहसंबंधित कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी है